सॉलिडवर्क्स सभी को नमस्कार इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे ऑनलाइन एनपीटीईएल कक्षाओं में आपका स्वागत है पहले की कक्षाओं में हमने मैनुअल ड्राइंग के बारे में सीखा और उसके बाद हमने सतह मॉडलिंग शुरू की फिर सॉलिडवर्क्स सॉफ़्टवेयर के बारे में जानने की कोशिश की सॉलिडवर्क्स सॉफ़्टवेयर में विशेष रूप से अंतिम कक्षा में हमने 2D स्केच सीखने की कोशिश की कि उन्हें कैसे आकर्षित किया जाए आज की कक्षा में हम 2D स्केच के बारे में अधिक जानेंगे और फिर 3D स्केच के निर्माण के लिए आगे बढ़ेंगे इसके बाद हम वर्गों को देखने के तरीके के बारे में जानेंगे हम अपना सत्र शुरू करें सॉलिडवर्क्स आइकन पर डबल क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह की विंडो होगी फिर पहला जो हम सीख रहे हैं वह एक नया ड्राइंग खोल रहा है इसमें हम पार्ट के बारे में जान रहे हैं फिर ओके पर क्लिक करें फिर यह पेज खुल जाता है अब कोई भी स्केच जो हम खींचना चाहते हैं कि हम इसे फ्रंट प्लेन पर शुरू करते हैं कोई विशेष प्राथमिकता नहीं है कि फ्रंट प्लेन का हमें उपयोग क्यों करना है लेकिन यह एक प्रथा है जो हम आज के वर्ग के लिए अनुसरण कर रहे हैं अब हमने आर्क और अन्य चीजों के बारे में सीखा है अब अगर मैं उदाहरण के लिए एक बहुभुज का निर्माण करना चाहूंगा तो यहाँ बहुभुज 1 2 3 4 5 6 भुजाएँ हैं अब 6 के बजाय अगर मैं 4 करना चाहूंगा तो यह यहां 4 भुजाओं के बहुभुज का निर्माण करेगा तो यह हर समय एक सर्कल का निर्माण करता है जिसके चारों ओर बहुभुज का निर्माण किया जाएगा उदाहरण के लिए अगर मैं वहां 8 नंबर रखकर अष्टकोण का निर्माण करने जा रहा हूं तो हम उस आकार के अष्टकोण का निर्माण करेंगे अब यहाँ हमारे पास कुछ कोण हैं मैं हमेशा 90 डिग्री बना सकता हूँ और यह भी 90 डिग्री है तो इसे इस तरह घुमाया जाएगा कि सब कुछ संरेखित हो जाएगा यह वह तरीका है जिससे हम किसी भी बहुभुज का निर्माण करते हैं अब यदि मैं कई बहुभुजों का निर्माण करना चाहता हूं तो मुझे जो करना है वह है बिंदु को चुनना बस अपने माउस को किसी अन्य स्थान पर ले जाएं एस्केप बटन दबाएं फिर हम उस दूसरे बहुभुज के साथ कर रहे हैं अब आइए हम एक स्पलाइन बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं अतः आप उस बटन को चुनें अगले बिंदु से अगले बिंदु तक अगले बिंदु से वहाँ तक और इसी तरह आगे बढ़ें यदि कोई चिकनी वक्रों को जोड़ने में रुचि रखता है तो स्पलाइन इंटरपोलेशन या स्पलाइन कर्व्स हमेशा उपयोगी होते हैं और इसमें एक अलग तरह का स्पलाइन भी होता है स्टाइल स्पलाइन समीकरण चालित वक्र जहां आप समीकरणों को भी निर्दिष्ट कर सकते हैं फिर हम स्केच फिलेट स्केच चैम्फर के बारे में जान सकते हैं ये चीजें हैं जब हम एक चिकनी सतहों का निर्माण करना चाहते हैं जो हम इसका उपयोग करते हैं उदाहरण के लिए हम स्केच फिलेट का उपयोग करते हैं इस पक्ष के लिए एक तेज कोना है जिसे मैं पहले एक को यहाँ और दूसरे को यहाँ चुनना चाहता हूँ और अब आप एक पीले रंग की तरह कुछ देखते हैं जहाँ त्रिज्या 10 एमएम की तरह दिख रही है इसके बजाय अगर मैं 20 ऍम ऍम निर्दिष्ट करने जा रहा हूं तो यह 20 एमएम त्रिज्या दिखाता है इसके बजाय अगर मैं 5 दिखा रहा हूं तो एक चिकनी सतह इसका निर्माण करेगी एक बार यह हो जाने के बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करना होगा फिर अगर हम उस हिस्से को ज़ूम कर रहे हैं तो यह कोई तेज कोना नहीं होगा यह 5 त्रिज्या के साथ परिमाप को दिखाता है जो हमारे पास है इसी तरह हम चैम्फर बटन का उपयोग करते हैं यहां हमारे पास एक चैम्फर है तो हम इसे और इस एक को चुनें अब यदि आप इसे एक कट द्वारा हटाए गए तेज किनारों को देख रहे हैं जहां उस कटौती से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इन बिंदुओं के बीच की दूरी जहां से हमारे पास है कि चैम्फर 10 ऍम ऍम और 10 ऍम ऍम है यह वह तरीका है जो हम चैम्फरिंग और फिलेट का उपयोग करते हैं पिछले वर्ग में हमने पावर ट्रिम के बारे में सीखा है अगर मैं पावर ट्रिम का उपयोग करना चाहता हूं अगर मैं ऐसा करता हूं तो यह उस वस्तु को हटा देता है जो उदाहरण के लिए उन दो डेटा बिंदुओं के बीच में है यहां पहला डेटा बिंदु दूसरा डेटा बिंदु है वहां घुमावदार है इसलिए अगर मैं पावर ट्रिम का उपयोग करता हूं तो यह उस वस्तु को हटा देता है लेकिन यहां स्प्लीन इन एक निरंतर वक्र है हालांकि यह पॉइंट की तरह दिखा रहा है कि हम कहां से कहां निर्माण करने जा रहे हैं लेकिन जब आप इस पावर ट्रिम का उपयोग करते हैं तो यह पूरी वस्तु को हटा देता है जो भी आपके द्वारा हटाए गए बिंदुओं के बीच संपूर्ण वस्तु है इसी तरह अगर कोई एक दीर्घवृत्त के निर्माण में रुचि रखता है तो पहले एक डेटा बिंदु को चुनना होगा दूसरा डेटा बिंदु फिर यदि आप इसे चारों ओर ले जा रहे हैं तो आप एलिप्स देखेंगे फिर आप मेजर अक्ष माइनर अक्ष को इस प्रकार की चीज़ से समायोजित करना चाहते हैं फिर हम हमेशा एक रेखा का उपयोग कर सकते हैं तो उस रेखा परिमाप के आधार पर हम हमेशा इस एलिप्स को छोटा कर सकते हैं या एलिप्स को बड़ा कर सकते हैं अब ऑफसेट जियोमेट्रीज नाम की कोई चीज है पहले की कक्षाओं में हमने देखा है कि जब हम सतहों का निर्माण कर रहे हैं तो हमें ऑफसेट प्रकार की सतहों की भी आवश्यकता हो सकती है इस उद्देश्य के लिए हम इन ऑफसेट वस्तुओं का उपयोग करते हैं उपयोग करने के लिए आइए हम इस आकृति की एक वस्तु की तरह कुछ का निर्माण करें जो एक अष्टकोणीय है अब मैं इसके लिए ऑफसेट का निर्माण करना चाहूंगा इसलिए मुझे जो करना है पहले उस बिंदु को उह पिक करें फिर वस्तु को 10 एमएम या शायद 20 एमएम के साथ ऑफसेट का उपयोग करने जा रहे हैं एक बार जब हम उस पर क्लिक करते हैं हम ओके पर क्लिक कर सकते हैं इसलिए इसके बाहर यह उस ऑफसेट का निर्माण करने जा रहा है हम इसे बदलना चाहते हैं कि अंदर क्या करना है ऑफसेट का उपयोग करें अब इसे उल्टा कर दें तो अंदर भी हम इसका निर्माण कर सकते हैं इसलिए हमेशा अलग अलग विकल्प होते हैं और इन विकल्पों को ध्यान से चुनने के आधार पर हम आंतरिक बाहरी प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करने की स्थिति में होंगे एक और शक्तिशाली चीज है जिसे हम रैखिक स्केच पैटर्न कहते हैं उदाहरण के लिए मैं कई वस्तुओं को एक पंक्ति या स्तंभ में गुणा या उत्पन्न करना चाहता हूं सर्कल के बाद सर्कल के बाद की तरह कुछ मैं निर्माण करना चाहूंगा उसके लिए हम इस रैखिक स्केच पैटर्न का उपयोग करते हैं हमें वह प्रयोग करना चाहिए एक सर्कल और इस वस्तु की तरह कुछ हम इसे दोहराना चाहते हैं इस प्रयोजन के लिए हम जो उपयोग करते हैं वह इस रैखिक स्केच पैटर्न पर क्लिक करना है फिर यह पूछता है कि वहां कितनी दूरी तय करनी है तो शायद हम 20 एमएम कहते हैं तो वह चीज है शायद 60 एमएम हम निर्दिष्ट करना चाहेंगे इस तरह की वस्तुओं को हम एक्स दिशा में चार की संख्या में रखना चाहते हैं फिर आप 1 2 3 4 देख सकते हैं इसी तरह हम दो पंक्तियों पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति के लिए चाहेंगे वाई अक्ष में उस उद्देश्य के लिए हम दो पंक्तियों का उपयोग कर सकते हैं जिसमें लगभग 40 एमएम की दूरी है शायद माइनस 40 एमएम की दूरी हो सकती है जब हम निर्माण करते हैं कि हमारे पास इस तरह का पैटर्न दोहराया जाता है इसलिए यहां यह नकारात्मक संख्या नहीं ले रहा है तो यह हमेशा 0 होता है जो भी हो अधिकतम आकार इस ठोस कार्य की अनुमति देता है अब यह एक आयताकार ग्रिड या अंकों की संख्या है जो एक इसका निर्माण कर सकता है अब एक गोलाकार प्रकार के पैटर्न को देखते हैं मैं इन सभी बिंदुओं को मिटाना चाहूंगा इसलिए सबसे पहले मैंने आपको बाएं बटन का उपयोग करने के लिए चुना है उस होल्ड को सब कुछ चुनें फिर बटन को छोड़ दें फिर इसे हाइलाइट किया जाएगा फिर आप डिलीटयस टू आल दबा सकते हैं अब मैं एक और पैटर्न बनाना चाहूंगा जैसे कि एक अष्टकोना मैं यहां एक छोटा निर्माण करना चाहूंगा यह एक मैं इसे एक गोलाकार पैटर्न में दोहराना चाहूंगा अब जब मैं निश्चित परिधि के चारों ओर वृत्ताकार पैटर्न पर क्लिक करता हूं तो इन सभी अष्टकों को कुछ इस तरह रखा जाएगा कि क्या मैं 4 या 8 अष्टक करना चाहूंगा इसलिए संख्या के आधार पर जो मैं निर्दिष्ट करने जा रहा हूं उह मैं हमेशा निर्दिष्ट कर सकता हूं कि क्या यह उस सतह को छूना चाहिए या उस सतह से दूर होना चाहिए या नहीं चाहे मैं पूर्ण 360 डिग्री या केवल 270 डिग्री चाहूंगा जब मैं घड़ी की दिशा में 270 डिग्री पर क्लिक करता हूं तो यह केवल 270 डिग्री तक दिखाई देता है और ओके पर क्लिक करता हूं यह वह तरीका है जिससे हम पैटर्न को दोहराते हैं कई अन्य चीजें भी चलती तत्त्व और कई चीजें हैं उस पर नजर डालते हैं उदाहरण के लिए मेरे पास यहां एक सर्कल है मेरे पास यहां एक और एलिप्स है और मैं इसे हिलाना चाहूंगा मैं इसे खींचकर यहां रखना चाहूंगा अगर मुझे ठीक से पता है कि आपके जीयूआई का पता लगाने के लिए आपको वस्तुओं को स्थानांतरित करने की अनुमति कहां है आपको जो करना है वह पहले उस वस्तु को चुनें मूव एंटिटीज पर जाएँ फिर से उस वस्तु पर क्लिक करें अपने आवश्यक स्थान पर जाएँ और उसे ड्रॉप करें यह एक व्यक्ति इकाई के लिए करता है यदि दो तीन व्यक्तिगत इकाइयाँ यदि उन्हें एक साथ नहीं चुना जाता है तो केवल उस हाइलाइट किए गए हिस्से को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा इसी तरह आप अपनी ड्राइंग शीट पर कुछ पाठ लिखना चाहेंगे हम हमेशा कुछ ऐसा लिख सकते हैं तो यह एक कंप्यूटर की तरह आकार की तरह कुछ दिखाया परिमाप के आधार पर हम जो चुनने जा रहे हैं वह कितना बड़ा माना जाता है इसके आधार पर हम इस कंप्यूटर को बाद में देखेंगे इसलिए जब आप टाइप कर रहे हैं तो यह संख्या दिखाता है उसके आधार पर आप इसे लिख सकते हैं आंतरिक रूप से कई और विकल्प भी हैं जहां आप उस पाठ को विभिन्न प्रकार की शैलियों में बदल सकते हैं अब हम सीखेंगे कि 3D वस्तु का निर्माण कैसे करें एक्सट्रूड तरह के कमांड का उपयोग करके निर्माण की गई सामग्री को कैसे भरें सामग्रियों के भाग को कैसे निकालें और सामने वाले दृश्य टॉप व्यू उस वस्तु के साइड व्यू जैसे विभिन्न विचारों की कल्पना कैसे करें और उस के वर्गों में कटौती एक और बात अगर शुरुआती लोगों की वजह से अगर कोई टॉप व्यू साइड व्यू फ्रंट व्यू का निर्माण करने में दिलचस्पी रखता है तो सबसे आसान तरीका जो वे तैयार कर सकते हैं वह सीधे है कि वे फ्रंट व्यू पर जा सकें और उदाहरण के लिए मैं सिर्फ 2 डायमेंशनल वस्तु के लिए कुछ का निर्माण करना चाहूंगा अगर मैं कुछ चीज़ों का निर्माण करना चाहूंगा जैसे कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू जो मैं हमेशा कर सकता हूं वह शीर्ष दृश्य है साइड व्यू मैं हमेशा स्थानांतरित कर सकता हूं इसलिए कि यह उस आयाम के साथ एक लंबवत तरीके से संरेखित होता है मैं वहां से जा सकता हूं जो मैं निर्माण कर सकता हूं और यहां से हमारे पास एक पंक्ति भी है जो मुझे आना और जाना चाहिए तो यह तरीका है अगर मैं उह पहले क्वाड्रेंट अनुमानों का निर्माण करना चाहता हूं जैसे कि बाईं ओर से कुछ मैं इसे देखना चाहता हूं कि यह कैसा दिखता है और इसी तरह इसलिए मुझे टॉप प्लेन राइट प्लेन और फ्रंट प्लेन पर जाने की जरूरत नहीं है एक प्लेन काफी अच्छा है अगर आप सिर्फ 2 डी स्केच के निर्माण के संदर्भ में एक कोशिश देना चाहते हैं इन चीजों का निर्माण करने के लिए एक स्वचालित प्रक्रिया भी है यदि कोई सीधे 3D वस्तु का निर्माण कर सकता है ठीक है सबसे पहले हम सीखेंगे कि 3D वस्तु का निर्माण कैसे करें अब हम फ्रंट प्लेन से शुरू करते हैं जो आगे के प्लेन से सामान्य है हो सकता है कि यहाँ से वहाँ तक एक स्ट्रेट स्लॉट चुनें यह एक 2D बात है मैं जो करना चाहता हूं वह सामग्री को उसी तरह की सामग्री जोड़ रहा है जैसे परत द्वारा दूसरी दिशा में परत इसका मतलब है कंप्यूटर के लिए सामान्य रूप से उस कंप्यूटर मॉनीटर पर लंबित मैं कई परतों को भरना चाहूंगा ताकि एक मोटी तरह की कड़ी मैं देखना चाहूं इस प्रयोजन के लिए मुझे जो करना है वह पहला भाग है जो कि पहला भाग 2D है हम 3D को बनाने के लिए उस 2D को कई परतों द्वारा दोहराना चाहेंगे पहले चुनें कि संपूर्ण वस्तु का चयन करने का मतलब है कि उस बाएं बटन पर अपनी उंगली रखें फिर इसे छोड़ने के लिए एक पूरी चीज़ चुनें अब स्केच के बगल में फीचर्स बटन जैसा कुछ है यही तो है वो यह स्केच मोड है जहां हम हैं वहाँ से फीचर्स पर जाएँ फीचर्स पर क्लिक करें फिर यह एक्सट्रुडेड बॉस बेस रिवॉल्व्ड बेस और कई चीजों को दिखाता है एक्सट्रूड का मतलब है एक विनिर्माण यांत्रिक प्रौद्योगिकी एक्सट्रूड का मतलब है कि आप उस दिशा में अधिक सामग्री भरने जा रहे हैं इसलिए उस एक्सट्रूड बॉस को चुनें फिर यह आपको एक 3 डायमेंशनल वस्तु दिखाता है वही 2 डायमेंशनल विन्यास एक लिंक जैसा कुछ दिखाता है अब यहां आपके पास दिशात्मक अर्थ एक्सट्रूज़न की दिशा जैसी कुछ है कि क्या आप उस दिशा में सामान्य जाना चाहते हैं या उस प्लेन से दूर और कुछ ऐसा है कि आप संदर्भ के प्लेन से कितनी दूर जाना चाहेंगे जब हम संदर्भ निर्माण के विमानों के बारे में अधिक सीख रहे हैं जिसके बारे में हम जानेंगे लेकिन 2D स्केच से जो भी सामने वाला प्लेन हमने 10 एमएम गहराई या शायद ऊँचाई चुना है हम इस सामग्री को भरकर जाना चाहेंगे फिर इस ओके बटन पर क्लिक करें फिर यह एक 3D वस्तु का निर्माण करता है अब आप इस 3D वस्तु को विभिन्न तरीकों से कल्पना करना चाहेंगे उस उद्देश्य के लिए आप अपने स्क्रॉल बटन पर क्लिक करें क्लिक करें और माउस को अलग अलग दिशाओं में स्थानांतरित करें इसलिए मैं जो कर रहा हूं वह यह है कि स्क्रॉल बटन दबाए रखें और अपने माउस को इधर उधर घुमाएं आपको 3 डायमेंशनल अपील मिलेगी अब मैं इस पूरे 3D वस्तु को ऑर्थोग्राफ़िक दृश्यों में से एक के रूप में देखना चाहूंगा इसका मतलब है मैं इस दिशा में इस z दिशा में कल्पना करना चाहूंगा उस उद्देश्य के लिए शीर्ष पर एक बटन है अगर आप देखते हैं कि व्यू ओरिएंटेशन जैसी कोई चीज है अपने ज़ूम बटन के आगे मैग्नीफाइंग लेंस कट और अन्य चीजें कुछ ऐसी हैं जैसे व्यू ओरिएंटेशन क्लिक करें अलग अलग विचार हैं उह कुछ भी क्लिक न करें लेकिन बस अपने माउस को उस पर ले जाएं यह आपको उस नीली सतह की दिशा में एक तरह का दृश्य बताता है वहाँ एक ब्लॉक है क्यूबॉइड वहाँ है नीला रंग वह हिस्सा है जहां यह हाइलाइट किया गया है कि आप यह देखने जा रहे हैं कि यदि आप इसे क्लिक करते हैं वही क्युबॉइड के लिए एक ही चीज है बाईं ओर नीली सतह है इसलिए यदि आप क्लिक करने जा रहे हैं कि आप उस दृश्य को देखने जा रहे हैं इसी तरह राइट साइड व्यू नीचे के दृश्य से आप कुछ देखने जा रहे हैं शीर्ष दृश्य आप कुछ देखने जा रहे हैं तो पहले इस मध्य पर क्लिक करें सामने का दृश्य तो आपका 3D वस्तु उस दिशा में झुकता है जिससे आपको केवल यह दृश्य दिखाई देगा अब मैं ऐसा नहीं चाहता लेकिन मैं इस विशेष दृष्टिकोण को देखना चाहूंगा अब ओरिएंटेशन देखें तो यह पूरी वस्तु उस सही दिशा में घुमाई गई है जो कि वह चेहरा है जिसे दिखाया गया है इसी तरह लेफ्ट साइड फेस पर क्लिक करें अब वह संपूर्ण वस्तु उस दिशा में फ़्लिप की जाती है ताकि आप देखेंगे कि वह बाईं ओर है अब फिर भी आप वस्तु को घुमाने के लिए अपने स्क्रॉल बटन का उपयोग कर सकते हैं यदि आप इसे स्क्रॉल करते हैं तो यह मैग्नीफाइंग करता है ज़ूम इन ज़ूम आउट करें चीजों का प्रकार होता है अब आप एक सममितीय दृश्य की तरह कुछ करना चाहते हैं उसी चीज़ के लिए क्लिक करें आप देखते हैं आह नीले बटन की तरह कुछ है न कि ऑर्थोग्राफिक दृश्य लेकिन आइसोमेट्रिक जैसा कुछ कण्ट्रोल प्लस 7 है इसलिए यदि आप क्लिक करने जा रहे हैं कि यह इस तरह से संरेखित हो जाता है कि आप देखना शुरू कर देते हैं या उह आइसोमेट्रिक दृश्य देखते हैं जहां पर आपको दिखाई देने वाली मूल धुरी पर 120 डिग्री इसका मतलब है अगर मैं यहाँ धुरी जैसा कुछ बनाने जा रहा हूँ तो एक बात यह है कि अन्य चीज़ों के संबंध में यह 120 डिग्री है अब उसी ओर्थोग्रफिक इसोमेट्रिक में इस एक को क्लिक करें एक और बटन है जैसे डिमेट्रिक दृष्टिकोण मैनुअल ड्राइंग में पहले की कक्षाओं में हमने इसोमेट्रिक डिमेट्रिक त्रिमेट्रिक के बारे में कुछ सीखा है तो हमें डिमेट्रिक पर क्लिक करें विशिष्ट अमेरिकी प्रणाली जहां लेथ मशीन और अन्य चीजें जो हमने पहले की कक्षाओं में देखी हैं जो आप देखते हैं अब त्रिमेट्रिक दृश्य पर क्लिक करें तो अब यह थोड़ा झुका हुआ है अब त्रिमेट्रिक दृश्य के लिए मैं सामने का दृश्य देखना चाहूंगा उस दिशा में कोई भिन्नता नहीं होगी क्योंकि ये ऑर्थोग्राफिक विचार हैं जिन्हें हम देखने की कोशिश कर रहे हैं इसोमेट्रिक में डिमेट्रिक वह दृश्य जो हम देख रहे हैं वह बदल सकता है लेकिन जब आप ऑर्थोग्राफिक विचारों को देखने जा रहे हैं तो यह जानकारी शायद ही बदलती है अब मैं उस सतह को सामान्य जैसा कुछ देखना चाहूंगा फिर यह उस तरह से घूमता है तो सामान्य में से एक यह सामने वाला चेहरा है तो हम किसी अन्य 3D वस्तु के साथ प्रयास करें या शायद मैं इन केंद्रों के माध्यम से छेद बनाना चाहूंगा एक छोर पर मैं एक सर्कुलर छेद बनाना चाहूंगा दूसरे छोर पर मैं एक बहुभुज छेद जैसा कुछ बनाना चाहूंगा तो आइए हम पहले इसे आइसोमेट्रिक दृश्य में व्यवस्थित करते हैं इसलिए मैं एक सर्कल की तरह कुछ करना चाहूंगा एक बहुभुज जैसा कुछ उस उद्देश्य के लिए मुझे क्या करना है सामने का प्लेन उठाओ क्योंकि मैं एक छेद बनाना चाहूंगा इसका मतलब है पहले मुझे 2 डायमेंशनल स्केच जैसा कुछ बनाना होगा उसके बाद उसके माध्यम से एक छेद ड्रिल करना होगा इसलिए इस उद्देश्य के लिए हम प्लेन के अधोलंब जाएंगे और कहीं न कहीं मैं जो करने जा रहा हूं वह एक सर्कल का उपयोग है अब सर्कल पर मैं एक्सट्रूड कट का उपयोग करूंगा तो मैंने एक्सट्रूड कट पर क्लिक किया अब अपने स्क्रॉल बटन पर क्लिक करें इसे उस दिशा में ले जाएं यह कहता है कि सर्कल की दिशा में कुछ ऐसा होता है जैसे कि उत्क्षेपण होता है यानी हम जो देखने जा रहे हैं उसकी दिशा में कटौती की जाती है लेकिन क्योंकि यह चक्र उस चेहरे पर खींचा जाता है यदि मैं उससे दूर जा रहा हूं तो हटाने के लिए कुछ भी नहीं है इसलिए मुझे इस स्थिति पर क्लिक करके कट की दिशा को उल्टा करना होगा आप देखिए दिशा जैसी कुछ है इसलिए अगर मैं क्लिक करता हूं कि यह काटने की दिशा है जो मैं करने जा रहा हूं इस 3 डायमेंशनल वस्तु के लिए हमें उस सर्कल के लिए एक बार फिर से करने दें एक बार जब मैं उठाता हूं तो मैं उस फीचर के अंदर चला जाता हूं बार को बाहर न करें क्योंकि मैं सामग्री नहीं भरना चाहता मैं सामग्री निकालना चाहता हूं फिर एक्सट्रूड कट पर जाएं कट दिशा से पता चलता है कि वस्तु से दूर करने के लिए कुछ भी नहीं है तो मैं आगे बढ़ा दिशा उलटी कर दी कटौती की गहराई मैं इसे 20 इकाइयों की तरह कुछ मानना चाहूंगा और फिर ओके पर क्लिक करूंगा अब यदि आप देख रहे हैं कि यह एक छेद बनाता है अब मैं सामग्री बनाना या जोड़ना चाहूंगा यहां एक सामग्री जोड़ें शायद उस लिंक से निकलने वाले बहुभुज उह प्रिज्म जैसा कुछ हो जो कि मेरी दिलचस्पी का विषय है तो पहले इस स्थान पर एक सामान्य निर्माण करें कि स्केच पर जाएं शायद यह बहुभुज है 4 इकाइयों का एक बहुभुज मैं चार भुजाएँ चाहूँगा जिन्हें मैं वर्गाकार बनाना चाहूँगा वहाँ से एक मैं कुछ मनमाना वर्ग का उपयोग करने जा रहा हूँ अब मुझे यह सर्कल नहीं चाहिए इसलिए मैं उस सर्कल को हटा देता हूं अब यह वह वर्ग है जिसे मैं बाहर निकालना चाहता हूं तो सबसे पहले मुझे हाइलाइट करना होगा हाइलाइट का अर्थ है बाएं बटन पर क्लिक करें उस होल्ड पर जाएं और उसे छोड़ दें तो सब कुछ हाइलाइट किया गया है अब सुविधाएं पर जाएं मुझे क्या करने का मन है सामग्री भरें ताकि एक प्रिज्म उस वस्तु से बाहर आ सके तो एक्सट्रूड बॉस अब मैं कितनी दूर जानना चाहूंगा तो क्या यह बहुत हिस्सा है या शायद एक 30 यूनिट मैं वहाँ जाता हू क्या वह दिशा है कि मैं इसे भरना पसंद करूंगा अगर ऐसा नहीं है तो मैं इसे उस दिशा में उलट दूंगा यह मेरे ऊपर है कि मैं किस दिशा में जाना चाहता हूं अब वर्तमान मामले के लिए मैं उस लिंक से सामग्री जोड़ना चाहूंगा तो एक बार जब मैं किया हूँ ओके क्लिक करें यह उस तरह के 3D वस्तु बनाता है तो हम उस लिंक को ठीक से देखते हैं अब मैं वर्ग प्रकार की लिंक नहीं चाहता लेकिन इसमें से कुछ प्रकार के ट्रॅपेजोइडल प्रिज़्म जैसे पिरामिड निकलते हैं उस उद्देश्य के लिए मैं इस पक्ष का उपयोग करना चाहूंगा तो पहले यह सामान्य है यहां मैं एक और निर्माण करना चाहूंगा शायद एक गोलाकार की कोशिश करूं जो मैं बनाना चाहता हूं हां सर्किल यह वह सर्किल है जो मेरे पास है और मैं सामग्री भरना चाहूंगा इसलिए पहले मैंने उसका चयन किया तब फीचर्स पर जाएं वस्तु को पहले घुमाएं फिर एक्सट्रुड बॉस को हटा दें यह दिखाता है कि सिलेंडर जैसा कुछ बनाया जा सकता है लेकिन मैं टेपर की तरह कुछ देना चाहूंगा शायद 1 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री इसलिए मैं कुछ 30 डिग्री टेपर देने जा रहा हूं शायद कुछ 20 डिग्री टेपर मैं देना चाहूंगा फिर लंबाई मैं 30 एमएम देना नहीं चाहता लेकिन 20 एमएम जैसा कुछ मैं देना चाहूंगा तो कि एक टेप सिलेंडर मैं देख सकता हूँ आप देखते हैं कि हम इस 3D वस्तु का निर्माण करते हैं अब आइलोमेट्रिक इसके लिए अलग अलग दृष्टिकोण देखें इस तरह से इसोमेट्रिक चीज़ दिखती है सामने का दृश्य क्या है क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं अगर मैं इस पूरे वस्तु को फ्लिप करता हूं तो मुझे एक लिंक जैसा कुछ दिखाई देगा एक गोलाकार छेद होगा और आप क्या देखते हैं संकिंद्रिक सर्कल मैं देखने वाला हूं तो हम देखते हैं कि आप एक 3 डायमेंशनल देखते हैं एक चक्र है और एक संकिंद्रिक सर्कल है और प्रकाश व्यवस्था के कारण सॉलिडवर्क्स की पूरी शक्ति इस स्तर पर ध्यान से उस वस्तु पर प्रकाश डालती है आप अभी भी महसूस करने लगते हैं कि 3 डायमेंशनल चीज़ जैसी कोई चीज़ है यह हमें उस वस्तु की कल्पना करने में मदद करता है तो हम इसे देखते हैं अब मैं एक कट सेक्शन रखना चाहूंगा शायद एक कट सेक्शन से गुजर रहा हो और मैं फ्रंटल के हिस्से को हटाना चाहूंगा तो इस उद्देश्य के लिए कि मैं क्या करूंगा इसमें सेक्शन व्यू जैसा कुछ है देखें कि एक लिंक है जो दिखाता है कि किस तरह का भाग है उस पर क्लिक करें अब यह टुकड़ा है जो मैं करना चाहता हूँ या क्या मुझे कोण को कुछ बदलना है जैसे मैं इस अनुभाग को रखना चाहता हूं इसलिए अलग अलग प्लेन हैं जो मैं चाहूंगा कि वह खंड अभी भी पीछे वाला नहीं हटा है जब आप फ्रंटल भाग को हटा रहे हैं तो यह अनुभागीय विचार काम करता है मुझे लगता है कि उस खंड से कुछ खंड एक क्षैतिज टुकड़ा की तरह होगा जो कि शीर्ष भाग को हटा दिया गया है मैं हरे रंग को नीला रंग नहीं देना चाहता इसलिए मैं हमेशा कुछ अन्य प्रकार के हैशेड रंग दे सकता हूं उदाहरण के लिए मैं केसर देना चाहूंगा इसलिए यह वह तरीका है जिससे मैं इसका निर्माण कर सकता हूं हमें क्लिक करें यदि मैं ओके क्लिक करता हूं तो यह इस खंड पर बस जाता है शायद मैं इस खंड को ऊपर और नीचे करना चाहता हूं उस उद्देश्य के लिए मुझे क्या करना है 0 के बजाय हमें 5 एमएम दें इसलिए स्लाइस को ऊपर ले जाया गया है अब हम 10 एम एम दें इसलिए यह वह तरीका है जिससे हम अनुभागीय विचार देखते हैं अब हमें माइनस 5 एम एम जैसा कुछ दें तो यह नीचे चला गया अब ओके क्लिक करें हम जिस आइसोमेट्रिक कोण उस सममितीय कोण के साथ अनुभागीय दृश्य को देख रहे हैं अब मैं केवल सामने का दृश्य जैसा कुछ देखना चाहूंगा बैकसाइड संस्करण दिखाई नहीं देगा इसलिए वर्गों में जब हम उन चीजों को खींच रहे हैं जो हम इन छिपे हुए प्रकारों को नहीं दिखाते हैं अब मैं इसे ऊपर से देखना चाहूंगा यह उसी तरह है जैसे यह दिखता है 2D स्केच जो हमने उसी प्रतिनिधित्व को खींचा है जो आपके पास कंप्यूटर के स्तर पर भी होगा क्योंकि पहले के दिनों में कुछ ऐसा होता है जैसे कि कुछ 50 60 साल पहले लोग ड्राइंग के उत्पादन में अपने कौशल का संचार करते हैं 2D ड्रॉइंग के माध्यम से सब कुछ तैयार करते हैं लेकिन आजकल यह 3D सॉफ्टवेयर इसे डिजाइन करने के लिए वस्तु की कल्पना करने में हमारी मदद करें क्योंकि कुछ डिज़ाइन जैसे उदाहरण के लिए यह टेपरिंग होता है या नहीं इन सभी चीजों को कंप्यूटर के स्तर पर कितनी छूट दी जानी चाहिए आप कई चीजों का निर्माण कर सकते हैं आप एक भाग का निर्माण करते हैं आपका मित्र किसी अन्य भाग का निर्माण करेगा फिर आप संयुक्त को इकट्ठा करेंगे फिर आप इसे चित्र के रूप में पारित करेंगे इस प्रकार की चीजें केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही संभव हो सकती हैं और आप ड्राइंग को दोहरा सकते हैं आप इसे कई प्रतियों को सहेज सकते हैं जिसे आप इसे कुछ सेकंड के भीतर बना सकते हैं और इसी तरह ठीक है अगली कक्षा में हम इन 3 आयामी चित्रों के बारे में अधिक जानेंगे